हमने प्लानर सर्किट और उपायों को परिभाषित किया है अब हम मेष विश्लेषण करेंगे पहले प्रकार का सर्किट केवल प्रतिरोधों और स्वतंत्र वोल्टेज स्रोतों वाले सर्किट होंगे आप देख सकते हैं कि यह नोडल विश्लेषण के समकक्ष के बाहर है जहां हम पहले केवल प्रतिरोधों और स्वतंत्र प्रवाह स्रोतों वाले सर्किट को देखते हैं जो नोडल विश्लेषण के लिए सबसे सुविधाजनक मामला होता है इसी तरह मेष विश्लेषण के लिए प्रतिरोधों और स्वतंत्र वोल्टेज स्रोतों वाले सर्किट सबसे सुविधाजनक होते हैं मुझे एक विशेष सर्किट लेने दें और मुझे इन V 1 शायद R 1 1 R 1 3 R 1 2 R 2 3 R 2 2 और R 3 3 को लेबल करने दें और मैं उस V 2 को लेबल करूंगा हम तब स्पष्ट रूप से देखते हैं कि 3 उपाय हैं एक यहाँ है दूसरा वहाँ है और दूसरा वहाँ पर है तो क्लीनर सर्किट इन चीजों की पहचान करना बहुत आसान है अब मैं क्या करूंगा मैं प्रवाह चर को परिभाषित करूंगा इन्हें जाल धाराओं के रूप में जाना जाता है और परंपरा के अनुसार मैं इस धारा को सकारात्मक दिशा में बहने के लिए ले जाऊंगा तो मुझे इस मेश प्रवाह को i1 कहते हैं मैं समझाता हूँ कि उनका क्या मतलब है और यह मेश करंट i2 और यह एक i3 है अब इसका वास्तव में क्या अर्थ है तो मैं प्रत्येक मेष लूंगा और उस मेष में मैं एक धारा की पहचान करूंगा शाखा धाराएं इन मेष धाराओं से संबंधित हैं इसलिए यदि कोई शाखा केवल एक ही मेष से संबंधित है जैसे कि यह R11 और V1 जो केवल इस जाल संख्या 1 से संबंधित है तो इनके माध्यम से प्रवाह मेष प्रवाह के बराबर होता है तो मेष धाराएँ प्रत्येक मेष के साथ पहचाने जाने वाली दक्षिणावर्त धाराएँ हैं अब शाखाओं में धाराएँ यदि शाखा एकल मेष की है तो शाखा धारा मेष धारा के बराबर होती है मैं उन्हें पहचानता हूँ तो R 1 1 के माध्यम से करंट और यह दिशा i 1 होगी हमारे पास i 1 का परिकलित मान नहीं है जो बाद में आएगा लेकिन मैं केवल प्रत्येक शाखा में करंट को मेश करंट से संबंधित कर रहा हूं मेष धाराओं की पहचान मैंने पहले ही कर ली है अब मैं प्रत्येक शाखा धारा को उन मेष धाराओं के संदर्भ में लिखूंगा यह कुछ हद तक नोड वोल्टेज लेने और फिर प्रत्येक शाखा के वोल्टेज को नोड वोल्टेज से संबंधित करने जैसा है तो वह भी i 1 है और यहाँ i 2 आप इसे उचित दिशा में ले जाते हैं R 2 2 के माध्यम से धारा i 2 होगी और V 2 के माध्यम से धारा भी i 2 होगी इसी प्रकार R 3 3 के माध्यम से धारा i 3 होगी इस दिशा में i 1 और i 2 और i 3 के मान बाद के लिए हल किए जाएंगे अब यदि एक शाखा एक से अधिक मेष से संबंधित है तो हम जानते हैं कि शाखा अधिकतम दो मेष से संबंधित हो सकती है शाखा दो मेष की हो सकती है तो शाखा धारा व्यक्तिगत मेष धाराओं के योग के बराबर होती है क्योंकि आप सभी मेष धाराओं को दक्षिणावर्त दिशा में लेते हैं मूल रूप से एक ही दिशा में क्या होता है कि एक शाखा दो मेष की हो सकती है और शाखा धारा i 1 का बीजगणितीय योग होगा जो R 1 2 में नीचे की ओर बह रहा है और मैं 2 जो ऊपर की ओर बह रहा है यह हमेशा ऐसा ही रहेगा उनमें से एक एक दिशा में बह रहा होगा दूसरा विपरीत दिशा में बह रहा होगा तो जो शाखा दो मेष से संबंधित होती है वह दो मेष धाराओं के बीच का अंतर होना वर्तमान है उदाहरण के लिए R 1 2 के माध्यम से धारा 1 ऋण i 2 होगी R 2 3 के माध्यम से धारा i 2 घटा i 3 होगी R 1 3 के माध्यम से धारा i 1 ऋण i 2 होगी तो ये हैं शाखाएँ जो एक से अधिक मेष के लिए सामान्य हैं और उनकी धाराएँ दो मेष धाराओं के बीच का अंतर होंगी अब आप नोडल विश्लेषण और मेष विश्लेषण के बीच सादृश्य भी देखते हैं नोडल विश्लेषण में किसी भी शाखा में वोल्टेज या तो नोड वोल्टेज में से एक होगा यदि शाखाएं कुछ नोड और संदर्भ नोड के बीच जुड़ी हुई हैं तो शाखा में वोल्टेज आपके द्वारा हल किए गए नोड वोल्टेज में से एक होगा यदि शाखा दो नोड्स के बीच जुड़ी हुई है जिनमें से कोई भी संदर्भ नोड नहीं है तो शाखा वोल्टेज दो नोड वोल्टेज के बीच भिन्न होगा इसी तरह मेष विश्लेषण में यदि शाखा सर्किट की परिधि पर है यानी अगर यह केवल एक ही जाली से संबंधित है तो यह करंट मेश करंट के बराबर होगा और अगर ब्रांच दो मेश की है तो यह करंट दो मेश करंट के बीच के अंतर के बराबर होगा अब हालांकि एक अंतर यह है कि नोड वोल्टेज के विपरीत मेष धाराएं सर्किट में कहीं भी बहने वाली धारा का प्रतिनिधित्व नहीं कर सकती हैं मेरा मतलब है कि नोड वोल्टेज जिसे आप हमेशा एक मल्टीमीटर से माप सकते हैं यानी मान लें कि आपके पास कुछ नोड x और संदर्भ नोड के बीच एक वोल्टेज है आप एक वोल्टमीटर लेते हैं और इसे संदर्भ नोड में नोड x के बीच रखते हैं और आप उस वोल्टेज को मापेंगे अब यदि आपके पास एक मेश करंट है तो हो सकता है कि वह कोई भी ब्रांच करंट न हो यानी सर्किट में कहीं भी करंट प्रवाहित नहीं हो सकता है उदाहरण के लिए मान लें कि मेरे पास इस तरह का एक सर्किट है जहां मेरे पास एक सर्किट है जिसका ग्राफ इस तरह दिखता है ये सभी नोड हैं लेकिन निश्चित रूप से यहां मैं धाराओं से संबंधित हूं तो मान लीजिए कि आप अंतरतम जाल में करंट लेते हैं और यदि आप इन चार शाखाओं को देखते हैं जो जाल को घेरती हैं तो उनकी धाराएँ इस जाल करंट के बराबर नहीं होंगी उनका करंट यह मेष करंट माइनस कुछ अन्य मेष करंट होगा जैसे यह एक या यह एक या यह एक या वह एक तो यह मेश करंट यदि आप देखते हैं कि आप सर्किट की किसी भी शाखा में इस विशेष मेश करंट को माप नहीं सकते हैं तो एक तरह से यह एक सहायक चर की तरह है जो सर्किट में मिल भी सकता है और नहीं भी यदि आपके पास बाहरी जाल से संबंधित एक जालीदार धारा है वह बाहर की तरफ कुछ इस तरह की जाली है तो उस शाखा करंट को मापकर इस जाली करंट को मापा जा सकता है जबकि लाल के लिए यह संभव नहीं है लेकिन जहां तक सर्किट का समाधान खोजने का सवाल है ये चर ठीक काम करेंगे और हम मेष विश्लेषण के साथ आगे बढ़ सकते हैं जैसे हमने नोडल विश्लेषण के साथ किया था तो मुझे आशा है कि आप मेष धाराओं की परिभाषा को समझ गए होंगे बेशक आप उन्हें हमेशा एक ही दिशा में ले जाएं और परंपरा के अनुसार मैं उन्हें दक्षिणावर्त दिशा में ले जाऊंगा और उसी से आप समझते हैं कि प्रत्येक शाखा धारा या तो एक मेष धारा के बराबर है या दो मेष धाराओं के बीच का अंतर है